तो वापस स्वागत है आइए हम एंंग्युलर मेज़रमेंट के साथ जारी रखें हमारे पास एक आखिरी विषय बचा है तो यह ऑटोकोलिमेटर की ओर अधिक केंद्रित है इसलिए इस व्याख्यान में हम ऑटोकॉलिमेटर को कवर करने का प्रयास करेंगे ऑटोकॉलिमेटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हमने प्रकाश का उपयोग किया है यह प्रकाश एक दर्पण पर टकराएगा यह दर्पण उस सतह पर रखा जाएगा जहां आप माप करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के आधार पर हम इसे वापस पकड़ लेते हैं और फिर हम इन्फरंस पैटर्न से या क्रॉस सेक्शन या क्रॉस वायर में शिफ्ट से पता लगाने की कोशिश करते हैं हम उस शिफ्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे हम एंगयुलर डीविएशन को कैलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं जो एक सतह पर है जब भी हम एक सटीक माप करना चाहते हैं तो यह एंगयुलर डीविएशन सपाट सतह पर कब आता है तो हम हमेशा एक सपाट सतह लेने की कोशिश करेंगे जहां पहले से ही एक प्रिसिशन है लेकिन फिर भी आप यह जानना चाहते हैं कि समतलता में विचलन क्या है तो आपके पास यह ऑटोकॉलिमेटर है तो यह अनुरूप हो सकता है या इसका मतलब विष्युए्ल बेस कह सकता है या यह डिजिटल भी हो सकता है तो एक डिजिटल में हम क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक फोटोडायोड का उपयोग करते हैं मूल रूप से देखें कि फोटोडायोड में क्या होता है आपके पास 4 क्वाड्रंट हैं या फ्रिंज पैटर्न हैं जिन्हें उन फ्रिंज पैटर्न से गिना जा सकता है जिन्हें आप डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो आपके पास फोटोडायोड है फोटोडायोड कुछ भी नहीं है लेकिन जब प्रकाश सतह से टकराता है तो वह वोल्टेज में परिवर्तित हो जाता है वोल्टेज से हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो रिफ्लेक्टेड बीम का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर का उपयोग करता है रिफ्लेक्टेड बीम वर्कपीस से होता है यह समतल सतह से होता है जहां कभी आपके पास दर्पण था डिजिटल ऑटोकॉलिमेटर की असाधारण सटीकता और उच्च रिज़ॉल्यूशन इसे रोटरी टेबल के कैलिब्रेशन सहित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है तो इन रोटरी टेबल का उपयोग CNC मशीन CMM मशीनों और अन्य उच्च माप उपकरणों में किया जाता है जो हम रोटरी टेबल का उपयोग करते हैं एंगयुलर स्टैंडर्डस और रिमोट या दीर्घकालिक एंगयुलर निगरानी संचालन के सत्यापन के लिए हम इस डिजिटल ऑटोकॉलमेटर का उपयोग करने की कोशिश करते हैं अतिरिक्त उपयोग में फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस 3D स्ट्रेटनेस 2 D के माप शामिल हैं और एक सर्वो नियंत्रित प्रणाली में एक एंगयुलर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं जिसे हम डिजिटल के लिए जाने का प्रयास करते हैं विजुअल ऑटोकॉलिमेटर सबसे पहले जो हमने देखा वह पूरी तरह से ऑपरेटरों की नजर पर है ठीक है माइक्रो रेडिएंट विज़ुअल ऑटोकॉलिमेटर एक पिनहोल छवि प्रोजेक्ट करता है ऑपरेटर एक ऐपिस के माध्यम से परावर्तित पिनहोल छवि को देखता है चूंकि मानव आंख फोटो डिटेक्टर के रूप में कार्य करती है इसलिए रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर से ऑपरेटर में भिन्न होगा इसलिए यह सुसंगत नहीं है और यहां हम माइक्रोन में या माइक्रोन से कम के बारे में बात करते हैं या जब आप एंगयुलर के बारे में बात करते हैं तो यह रेडियन या माइक्रो रेडियन में होता है डिस्प्लेसमेंट इमेज का रिफ्लेक्टेड इमेज नेत्र रूप से निर्धारित किया जाता हैएक पिनहोल प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है जिसकी रिफ्लेक्टेड इमेज देखी जाती है और ऑपरेटर की आंखों के माध्यम से संचालित होती है तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह ऑपरेटर की आंख पर अधिक निर्भर करता है और वह निर्णय का उपयोग करता है इसलिए विशयूऑल ऑटोकॉलिमेटर जो आमतौर पर अनंत पर केंद्रित होते हैं वे छोटी और लंबी दूरी की माप दोनों के लिए उपयोगी बनाते हैं एक प्लेन रिफ्लेक्टर का उपयोग किया जाता है जो ऑटोकॉलिमेटर के महत्वपूर्ण भाग में से एक है तो आपके पास एक रिफ्लेक्टर है जो एक स्टैंड पर रखा गया है और यह स्टैंड सतह की प्लेट पर रखा गया है तो प्लेन रिफ्लेक्टर एक ऑटो कोलिमेटर के महत्वपूर्ण भागों में से एक है क्योंकि एक दर्पण जो सपाट नहीं है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो सपाट नहीं वो वापसी छवि को डी फोकस कर देगा जिसके परिणामस्वरूप छवि उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण की खराब डेफिनिशन होगी इसलिए जब हमें ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग करना होता है तो इस दर्पण की सतह को जितना संभव हो उतना सपाट होना चाहिए और इसे उच्च प्रिसिशन होना चाहिए तो उच्च गुणवत्ता वाला दर्पण 1 माइक्रोन प्रति 100 मिलीमीटर की समतलता सहिष्णुता के साथ कृपया ध्यान दें कि यदि दर्पण का आकार 100 से अधिक हो जाता है तो आपको 2 माइक्रोन तक जाने की अनुमति है 100 से कम मिलीमीटर यह 10 सेंटीमीटर समतलता सहिष्णुता डीविएशन केवल एक हो सकता है अधिकांश विज़ुअल कोलिमेटर में 15 मीटर की दूरी पर 3 से 5 मिनट का रिज़ॉल्यूशन होता है तो इस तरह से हम परीक्षण करते हैं तो यहां उद्देश्य लेंस है यह ऐपिस है और आपके यहां रेटिकल्स हैं इसलिए यहां एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर आंख अन्यथा डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाती है यह एक फोटोडायोड में परिवर्तित हो जाता है इसलिए यह एक फोटोडायोड है तो जब आप डिजिटल ऑटोकॉलिमेटर को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक बीम स्प्लिटर है दोनों के लिए बीम स्प्लिटर है फिर यह बीम स्प्लिटर जाता है ऑब्जेक्टिव रेटिकल्स में फिर डिफ्यूज़र फिर कंडेनसर कंडेन्स करने के लिए और फिर आपके पास फिल्टर होते हैं यह फिल्टर कम या ज्यादा हो सकता है जो आप तय कर सकते हैं कि किस फिल्टर का उपयोग करना है और आप तय कर सकते हैं कि कौन सा फिल्टर उदाहरण के लिए आप एक वेव लेन्त को तय कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कृपया इस वेव लेन्त या इस वेव लेन्त से बचने की कोशिश करें और फिर से यहां फ़िल्टर बेंडपास फ़िल्टर हो सकता है तो यह प्रकाश की निचली और उच्च वेव लेन्त को कम कर सकता है और केवल एक विशेष वेव लेन्त ले सकती है ताकि आप उस छवि को अधिक तेज बना सकें और फिर अंत में ताकि आप यह इल्यूमिनेशन प्राप्त कर सकें तो इसे फ़िल्टर किया जा सकता है और फिर इसे सेंसर पर भेजा जाता है और सेंसर से यह कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है और आप छवि को संग्रहीत करना शुरू कर सकते हैं तो आपको यहां से जो मिलेगा वह एक बहुत ही मजबूत छवि बनने जा रहा है तो यहां इल्यूमिनेशन फिल्टर कंडेनसर और डिफ्यूज़र यह एक बीम स्प्लिटर में जाता है बीम इसे आगे के लिए विभाजित करता है और फिर एक आधा यहां जाता है इसलिए कि आप इसे यहां से आजमाएं आप दर्पण बनने जा रहे हैं जो वस्तु में रखा गया था वह एक दर्पण है और जिस तरह से शीशे को शीशे पर टिका देना होता है उसकी बटिंग सतह भी पूरी तरह से सपाट होनी चाहिए एक विशेष ऑटोकॉलिमेटर भी है जिसे लेजर ऑटोकॉलिमेटर कहा जाता है यहां हम लेजर लाइट का उपयोग करते हैं तो फिर हमारे पास एक स्प्लिटर है यह एक ऑटोकॉलिमेटर है यहाँ एक दर्पण है तो यहाँ एक रोटेटरी टेबल है जिस पर ऑटोकॉलिमेटर रखा गया है इसलिए आपके पास एक डिटेक्टर है तो अगर आपके पास बीम स्प्लिटर है यह हिट हो जाता है और फिर यह रिफ्लेक्ट हो जाता है इसलिए यहां एक डिटेक्टर है इसलिए यहां भी आपके पास दूसरी चीज हो सकती है जो डिटेक्टर है तो आप एक प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि d1 और d2 के बीच का अंतर दर्ज किया जा सके और हम इसे माप के लिए उपयोग कर सकें हम लेजर लाइट का उपयोग करते हैं इसलिए यह बहुत शक्तिशाली है लंबी दूरी को मापा जा सकता है यह अधिक है और यहां हमने दो डिटेक्टरों की तुलना की और फिर हम यह पता लगाना शुरू करते हैं कि रीडिंग में क्या अंतर है वे विशेष उपकरण हैं जो किसी भी समय बहुत कम शोर मापने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे सिलिकॉन वेफर फ्लैटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कई छोटे परीक्षण भागों को मापने के लिए बहुत सारे डिज़ाइन किए गए हैं जैसे सिलिकॉन वेफर्स की समतलता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अगर आप सिलीकान वेफर की समतलता को नापना चाहते हैं तो इस लेजर ऑटोकॉलिमेटर का उपयोग करके सिलिकॉन कॉम्पोनेंट्स silicon components मिनिएचराइज्ड मिरर्स और फाइबर ऑप्टिक घटकों का पता लगाया जाता है आखिरी चीज है एंगल डेकोर और एंगल डेकोर ऑटोकॉलिमेटर का एक छोटा रूप है इसमें एक इल्यूमिनेटेड स्केल होता है जो सीधे प्रिज्म के माध्यम से रोशनी प्राप्त करता है इल्यूमिनेटेड स्केल की छवि को ले जाने वाली प्रकाश किरण कोलाइमेटेड लेंस से होकर गुजरती है और रिफ्लेक्टेड सतह में गिरती है तो यह एक ऑटो डेकोर है इसलिए आपके पास लैम्प है यह एक प्रिज्म है तो यहां से एक माइक्रोस्कोप लें प्रकाश एक कोलिमेटर पर हिट हो जाता है और यह कोलिमेटिंग है और यह एक ऑब्जेक्टिव लेंस है यहां वर्कपीस की सतह है जो इसे वापस रिफ्लेक्ट करती है और फिर हमारे पास एक ग्लास स्क्रीन है जो ओब्जेकक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में है जो हमारे पास है तो यहाँ से हम ऐपिस के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और डेटा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ आपके पास ग्लास स्क्रीन पर उकेरी गई इल्यूमिनेशन होगी तो यहाँ कांच की स्क्रीन x दिशा में होगी या y दिशा में और x दिशा में तो हम इल्यूमिनेटड स्केल का रिफ्लेक्टेड इमेज देख सकते हैं और यह निश्चित डेटाम है ठीक है तो यह निश्चित डेटम है यह इल्यूमिनेटड स्केल पर उत्कीर्णन ग्लास लाइट है तो आप इसे स्क्रीन में इस तरह देखेंगे इसलिए इसका उपयोग बहुत छोटे एंगलों को मापने के लिए किया जाता है ऑटो डेकोर और ऑटोकॉलिमेटर के बीच का अंतर यह है कि प्रिज्म का उपयोग यहां किया जाता है यहां रोशनी की किरण इल्यूमिनेटड स्केल की छवि एक कोलिमेटिंग लेंस से होकर गुजरती हैवर्कपीस की रिफ्लेक्टिंग सतह पर गिरता है और फिर यह एक प्रिज्म से होकर गुजरती है वर्कपीस से रिफ्लेक्शन प्राप्त करने के बाद इसे करते समय आंख के देखने के क्षेत्र में लेंस द्वारा फोकस किया जाता है तो इल्यूमिनेटेड स्केल की छवि 90 डिग्री के रोटेशन से गुजरती है यही कारण है कि आप यहां देखते हैं कि यह ऐपिस के देखने का निश्चित डेटाम क्षेत्र है यह काँच की स्क्रीन पर उकेरा गया इल्यूमिनेटेड स्केल है और इसलिए इन दोनों का विलय होता है तो आप यहां निश्चित डेटम देखते हैं और आप यहां रिफ्लेक्टेड डेटम देखते हैं और यह कैसे होता है इल्यूमिनेटेड स्केल की छवि जो ऑप्टिकल अक्ष के संबंध में 90 डिग्री के रोटेशन से गुजरी है जब ऐपिस के माध्यम से देखने के दौरान एक छोटा सा रिफ्लेक्शन होता है तो इल्यूमिनेटेड स्केल की रीडिंग 90 या ऑप्टिकल अक्ष पर 1 अक्ष से एंगयुलर डीवीएशन को मापती है और निश्चित डेटम स्केल को पढ़ने पर एक अक्ष से डीवीएशन परस्पर परपेंडिकयुलर होता है तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं यह 0 है और यहाँ कहीं आप देखते हैं कि यहाँ इस रीडिंग को मापने के लिए इसे मापा जाता है जब ऐपिस के माध्यम से देखा जाता है तो इल्यूमिनेटेड स्केल पर रीडिंग 1 अक्ष से 90 डिग्री पर ऑप्टिकल अक्ष पर एंगयुलर डीवीएशन को मापता है और निश्चित डेटम स्केल पर रीडिंग एक अक्ष के बारे में डीवीएशन को पारस्परिक रूप से परपेंडिकयुलर मापता है इसलिए एक ऑटो डेकोर इस तरह काम करता है यहां हम एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं लाइ्ट प्रिज्म कोलिमेटिंग आपको समतल सतह पर एक वस्तु हिट करता है रिफ्लेक्शन होता है एक स्क्रीन होती है जहां एक उत्कीर्णन होता है रिफ्लेक्टेड डेटा वहां चला जाता है स्क्रीन का अपना डेटा होता है इन दोनों के बीच डीवीएशन ऐपिस के माध्यम से मापा जाता है यह ऑटो डेकोर है जो एक विशेष प्रकार का ऑटोकॉलिमेटर है और इसका उपयोग एंगयुलर माप के लिए भी किया जाता है तो इस अध्याय में संक्षेप में हमने जो कुछ देखा है हमने देखा है कि एंगयुलर माप की क्या आवश्यकता है हमने एक सामान्य प्रोट्रैक्टर देखा जो हम स्कूल में इस्तेमाल करते थे और वही चीज भी इस्तेमाल करते थे तो तब हमने महसूस किया कि इस प्रोट्रैक्टर की सीमाएं हैं इसलिए हम बेवल प्रोट्रैक्टर के लिए गए बेवेल प्रोट्रैक्टर में हम एक्यूट एंगलओब्टयूस एंगलएक्यूटओब्टयूस को माप सकते हैं और फिर आपके पास इस पर विभिन्न रेफरेंस प्लेनस भी हो सकते हैं हम साइन बार साइन सेंटर के माध्यम से एंगल को मापने की कोशिश कर सकते हैं साइन बार मूल रूप से एक निश्चित लंबाई है आपके पास रोलर के ऊपर एक रोलर है एक सपाट सतह है और यह इंक्लाइंड है यह साइन बार एक इंक्लाइंड एंगल पर रखा जाता है और हम ऊंचाई को मापने का प्रयास करते हैं इसलिए इस ऊंचाई के साथ हम शीर्ष पर एक डायल गेट लगाते हैं हम माप के लिए साइन बार का उपयोग करने की कोशिश करते हैं फिर माप के लिए साइन सेंटर का उपयोग कैसे करते हैं फिर हमने देखा कि स्पिरिट लेवल और उनके मुद्दों को हमने देखा फिर क्लिनोमीटर स्पिरिट लेवल में छोटे ग्रेजुएशन होते हैं इसलिए हम एक उच्चतर के लिए गए जो एक क्लिनोमीटर है इसलिए यहां हम एक एंगल में बहुत बड़े डीवीएशन को माप सकते हैं अंत में हम ऑटो कोलिमेटर में गए जिसका उपयोग बहुत छोटे एंगलों को मापने के लिए किया जाता है और विशेष प्रकार का ऑटोकॉलिमेटर ऑटो डेकोर है जिसे इस अध्याय में भी शामिल किया गया था तो छात्रों के लिए कार्य किसी भी वस्तु को लेने का प्रयास करना है और एक 2D वस्तु लेने का प्रयास करना है ठीक है या आप इसे स्क्रीन पर या उस २ डी वस्तु की तरह कुछ प्रोजेक्ट करते हैं और फिर वस्तु लेने की कोशिश में जटिल विशेषताएं होनी चाहिए तो या आप उदाहरण के लिए जटिल विशेषताओं को लेते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए तो अब आप इस वस्तु के आयामों का पता लगाने वाले हैं ठीक है तो आपको एंगल को भी मापना होगा और चूंकि यह 2D है इसलिए आप सतह समतलता के बारे में चिंतित नहीं हैं कृपया इसे आजमाएं और देखें तब आप इस बात की सराहना करना शुरू कर देंगे कि किसी भी वस्तु के लिए एंगल को मापना कितना मुश्किल है उदाहरण के लिए आप एक सीधी रेखा खींचेंगे फिर आप एक एंगल लगाने की कोशिश करेंगे फिर आपको यह बताना होगा कि यह कौन सा एंगल भिन्नता है तो आपको इसका निर्माण शुरू करना होगा और दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए रेडियस बताना भी आसान होता है ठीक है लेकिन यह अच्छा होगा यदि आप यहां डिसक्रेटिसैझड पाॅइंटस ले सकते हैं जिस क्षण आप डिसक्रेटिसैझड पाॅइंटस लेते हैं तो आप डेटा में बदलाव देखने को मिलेगा तो यह कोशिश करें ताकि आप इसकी सराहना करना शुरू कर दें दूसरा प्रश्न यह है कि मैं एक बहुत ही सामान्य प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है कृपया इसके बारे में सोचने का प्रयास करें और यदि आपके पास उपाय हैं जो अच्छा होगा यदि कम से कम संदर्भों की तलाश शुरू करें और देखें कि वे यहां से चंद्रमा की दूरी को कैसे मापते हैं